हैलो और मैकेबोलॉजी से परिचय पर हमारे व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले 2 3 व्याख्यानों में हम प्रवास में अभिनय की गतिशीलता के बारे में चर्चा कर रहे हैं इसलिए हमने आपको डायनामिक्स पर नज़र रखने के लिए फ्लोरोसेंट स्पेकल माइक्रोस्कोपी की तकनीक पेश की है और इस संबंध में हम एक पेपर पर चर्चा कर रहे हैं जहाँ एक्टिन मोनोमर्स मूवमेंट को ट्रैक या निर्धारित करने के लिए फ्लोरोसेंट स्पिकले माइक्रोस्कोपी का उपयोग किया गया था प्रवास के दौरान किया गया था इसके आधार पर कोशिकाओं के लिए लेखकों ने एपिथेलियल कोशिकाओं का उपयोग किया तो लेखक ने दो ज़ोन लैमेलिपोडिया और लैमेला के अस्तित्व को दिखाया तो लैमेलिपोडिया में आपके पास तेजी से चलने वाले छोटे जीवित स्पेकल्स हैं जबकि लैमेला में आपके पास धीमी गति से लंबे समय तक रहने वाले स्पेकल्स थे और यह एक अंतर था तो यह लैमेलिपोडिया अग्रणी किनारे से पहले 1 से 2 माइक्रोन के भीतर है तो अगर यह एक सेल है तो आपके सामने इस क्षेत्र के रूप में लैमेलिपोडिया है तो यह आपका लैमेलिपोडिया क्षेत्र है और फिर यह आपका लैमेलियम है यह आपकी लम्पटिपोडिया है और यही प्रवास दिशा है तो इन सभी धब्बों को पीछे की ओर ले जाते हैं तो सिस्टम प्रतिगामी प्रवाहपीछे की ओर है मैंने आपको यह भी बताया था कि ये दो नेटवर्क लैमेलिपोडिया और लैमेला अणु अविभाज्य molecule indistinct हैं और ब्लेब्बीस्टैटिन प्रयोगों का उपयोग करते हुए लेखकों ने दिखाया था कि लैमेला में मायोसिन II प्रतिगामी प्रवाह में योगदान देता है इसलिए यदि आप अवरोध करते हैं यदि आप ब्लेबिस्टैटिन के साथ कोशिकाओं का इलाज करते हैं जो मायोसिन II अवरोधक है तो लैमेलर क्षेत्र में प्रतिगामी प्रवाह समाप्त हो जाता है लेकिन लामेलिपोडिया क्षेत्र में प्रतिगामी प्रवाह अभी भी मौजूद है इसलिए कल हमने जिस अंतिम चर्चा की थी वह एक सेल उम्र लेने के द्वारा थी हम यह जानना चाहते थे कि एक्टिन गतिकी उम्र विस्थापन में कैसे योगदान दे रही है तो लेखक क्या करेंगे वे इस नेटवर्क को असित करेंगे तो आप छोटे छोटे क्षेत्रों में इस नेटवर्क को असित करना होगा आपके पास यह जॉनस है जो लेवल्ड है मानिए 1 एक कोने से और 40 दूसरे कोने तक और आप अपने एक्स धुरी समय प्लॉट करेंगे और y धुरी है जो कुछ भी आप प्लॉट कर रहे हैं लेकिन किनारे के आस पास इसलिए यदि हम स्थानीय रूप से कहते हैं यह स्थिति 1 है और यह स्थिति 40 है आइए हम मान लें कि 10 की स्थिति में आपके पास एक बहुलककरण घटना है इसलिए यदि आप नेटवर्क टर्नआवर की प्लॉटिंग कर रहे हैं तो हमें स्थिति 10 स्थिति 15 और 5 पर मान लें आपके पास पोलीमराइज़ेशन इवेंट हैं तो इस विशेष समय t में आपके पास इस 5 स्थिति में आपको यहां एक हरे रंग के पोलीमराइजेशन का संकेतदायक होगा स्थिति 10 में हरे रंग का भी संकेत और 15 ग्रीन सिग्नल और अन्य सभी बिंदुओं पर आपको लाल सिग्नल होगा तो यह आपको इस विशेष समय में किनारे के साथ क्या हो रहा है इसकी अनुमति देता है तो यह भिन्न हो सकते हैं अगर यह गतिशीलता कि इस समय किनारे के साथ पर हो रहा है अगले ही पल पड़ोसी बिंदु आपको यहाँ एक हरा और यहाँ लाल दिखाई दे सकता है इसलिए सुझाव है कि अगली बार अगले बिंदु पर एक डीपोलीमराइजेशन depolarization घटना हो रही है और आगे या आप लंबे समय तक पोलीमराइजेशन कर सकते हैं इस विशेष बिंदु पर आपके पास कई बार समय बिंदु हो सकते हैं इस बिंदु पर हम कहते हैं कि आप पोलीमराइजेशन को लगातार देख रहे हैं इसलिए यह एक मोड़ है आप बढ़त विस्थापन करने के लिए एक ही प्लॉट उत्पन्न कर सकते हैं इसलिए यदि सेल इस तरह से माइग्रेट कर रहा है तो यह दिशा सकारात्मक है और यह दिशा नकारात्मक है तो यह दिशा नकारात्मक है यह दिशा सकारात्मक है तो आपके पास एक लंबाई पैमाना हो सकता है जहां लाल सकारात्मक अधिकतम नीला नकारात्मक अधिकतम है आपके पास एक निरंतर पैमाना है और जैसे आपने ऐसा किया है आप वैसा ही कर सकते हैं तो इस बिंदु पर हम कहते हैं कि सेल तेजी से माइग्रेट कर रहा है तो अगर मैं स्थिति 15 पर इस बात के साथ जाना चाहते हैं मैं अधिकतम y देखना होगा और वहाँ एक बहुलकीकरण घटना मैं सकारात्मक दिशा में उच्च किनारे विस्थापन देखना होगा और जहां हुई है गहरी बहुलकीकरण मैं नकारात्मक देखना होगा है जो इसका मतलब है कि सेल पीछे हट रही है तो ये सुझाव देते हैं कि ये तीन चीजें सभी सहसंबद्ध हैं तो आप लक्ष्य कर सकते हैं आप इन व्यक्तिगत घटकों के बीच क्रॉस सह संबंध करके युग्मन को ट्रैक कर सकते हैं इसलिए आप एज विस्थापन नेटवर्क के बीच युग्मन का अध्ययन करने के लिए क्रॉस सहसंबंध कर सकते हैं तो मुझे एक नमूना प्लॉट का चित्र करना चाहिए कि यह क्रॉस सहसंबंध कैसा दिख सकता है तो आपके पास यहां समय है और यह आपका क्रॉस सहसंबंध है अब जिस तरह से क्रॉस सहसंबंध परिभाषित किया गया है हम कहते हैं कि यह मेरा 0 है और यह आप इसे अंतराल समय कह सकते हैं और यह 0 क्रॉस सहसंबंध है तो आपके पास सकारात्मक क्रॉस सहसंबंध हो सकता है या नकारात्मक रूप से क्रॉस सहसंबंध हो सकता है क्रॉस सहसंबंध सकारात्मक के रूप में किसी भी दो मात्राओं के बीच का मतलब होगा कि एक आदमी सकारात्मक है तो दूसरी इकाई भी सकारात्मक होगी तो लेखकों ने पाया कि वे तीन चीजों के बीच सहसंबंध बनाए है तो हम कहते हैं कि हम एज विस्थापन को E कहते हैं नेटवर्क टर्नओवर को T और F के रूप में प्रवाह इसलिए हम पहले E बनाम T प्लॉट करते हैं और उन्होंने पाया कि यह वक्र कुछ ऐसा दिखता था तो अगर आप नोटिस करें कि जिस तरह से मैंने इसका चित्र बनाया तो मैंने वक्र खींचा है यह सुजाव देते हुए कि एक बिंदु पर एक सकारात्मक सहसंबंध है और अन्य बिंदुओं में ज्यादातर 0 या आधार रेखा है अब मैं वक्र F बनाम टर्नओवर का चित्र करता हूं जहां F प्रवाह है तो F और टर्नओवर नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं जबकि E और टर्नओवर सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं आप यह भी देखते हैं कि E के बीच की सकारात्मक चोटी और जब वे संबंधित होते हैं तो चोटी बाईं ओर थोड़ी सी है तो E बनाम T का शिखर F बनाम T के बाईं ओर थोड़ा सा है जो यह बताता है कि अगर मैं उन घटनाओं के अनुक्रम की कल्पना करना चाहता हूं जो अस्थायी रूप से हो रही हैं तो यहां यह एक बहुलककरण घटना है जिसका मतलब टर्न ओवर के रूप में होगा कि बहुलीकरण घटना पहले झिल्ली को आगे बढ़ा रही है या दूसरे शब्दों में किनारे विस्थापन सकारात्मक है और आपके पास लाल वक्र में यह सकारात्मक संबंध है इसके तुरंत बाद F बनाम T के बीच एक नकारात्मक सहसंबंध है इसलिए लाल वक्र मे टर्नओवर सकारात्मक है तो आपके पास एक बहुलककरण घटना है और प्रवाह नकारात्मक है जिसका अर्थ है कि यहां प्रतिगामी प्रवाह है तो क्या हो रहा है कि बहुलकीकरण झिल्ली को धक्का देता है यह मेरा पहला कदम बिल्कुल इस के बाद है इसलिए यदि मैं न्यूटन के गति के नियमों को सोचता हो तो हर क्रिया के बारे एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो अगर एक्टिन फिलामेंट पॉलीमराइजिंग एक्टिंग फिलामेंट झिल्ली को धक्का देता है तो झिल्ली फिलामेंट को पीछे धकेल देगा तो झिल्ली विपरीत दिशा में फिलामेंट को धक्का देती है इसलिए परिणामस्वरूप और अगर झिल्ली फिलामेंट को पीछे धकेलती है तो यह प्रतिगामी प्रवाह बन सकता है तो यह है एक बार फिर यह क्रॉस सहसंबंध के संदर्भ में घटनाओं का समय अनुक्रम है आपके पास उम्र बनाम बारी में एक चोटी है और उस सकारात्मक चोटी के ठीक बाद किनारे से आगे बढ़ गयाजिस किनारे को आप जानते हैं तो आपकी किनारे आगे बढ़ गई और फिर से आपके सह संबंध में गिरावट आई थी वह एक समान प्रवाह था और यह प्रवाह पीछे था क्योंकि टर्नओवर सकारात्मक है प्रवाह पीछे है और हमारे पास एक नकारात्मक सहसंबंध है अब इस वक्र का क्या होता है यदि कोशिकाओं का इलाज साइटो डी या साइटोकैलासिन डी दवा के साथ परफ्यूज किया जाता है साइटोकैलासिन क्या करते हैं साइटोकैलासिन उपचार वास्तव में फिलामेंट्स के पोलीमराइजेशन को रोकता है तो क्रॉस सहसंबंध के संदर्भ में आपके पास निम्नलिखित हैं यह अंतराल समय है और यह क्रॉस सहसंबंध है तो यह 0 0 है यह क्रॉस सहसंबंध है तो तुम्हारे पास यह है कि आपका लाल किनारे विस्थापन है E बनाम T के बीच कोई संबंध नहीं है है लेकिन अगर आप किनारे विस्थापन बनाम प्रवाह के बीच संबंध करना चाहे तो आप देखेंगे एक वक्र देखेंगे जो इस तरह है दूसरे शब्दों में किनारे आपका प्रवाह नेटवर्क टर्नओवर ज्यादातर नकारात्मक है क्योंकि कोई नया पॉलिमराइजेशन नहीं है और यह नकारात्मक है और हम E बनाम F की प्लाटिंग कर रहे हैं E बनाम प्रवाह किनारे विस्थापन पिछड़ा है तो यहाँ क्या हो रहा है यह दिखाने के लिए मैं वक्र का चित्र बनाना चाहता हूं तो cytochalasin डी के बाद अगर यह आपके अग्रणी बढ़त हैअलग समय बिंदुओं पर इस अग्रणी धार मुकर जाना जाता है इस अग्रणी धार की यह प्रतिक्रिया है तो अग्रणी बढ़त पीछे हट रही है और यह प्रतिगामी प्रवाह के साथ सहसंबद्ध है तो आपके पास यह सुझाव है कि साइटोकैलासिन डी लैमेलिपोडियाlamellipodiaको समाप्त करता है तो फिर उस स्थिति में ड्राइव को पीछे हटाना लामेला द्वारा संचालित है आपके पास लामेला में मायोसिन II है जो फिलामेंट्स को वापस खींच रहा है तो पहले आपके अग्रणी धार पर दो घटक था और धक्का वापस झिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है जब आप Cyto डी का उपयोग करके lamellipodia को समाप्त करते हैं आप के साथ लामेल्ला द्वारा सेल एज का पीछे हटना आपके पास छोड़ दिया दया है तो यह सुझाव है कि अगर मैं एक बार फिर अग्रणी बढ़त बनाना चाहता हूं और मैं कहता हूँ यह मेरा इंटरफेस है इसलिए यदि मेरे पास लैमेलिपोडिया में शुरुआत में ये असतत क्षेत्र हैं और फिर मैं लमेला क्षेत्र में लैमेलिपोडिया के ठीक पीछे इन असतत क्षेत्रों में इसका विस्तार करता हूं तो अगर मुझे लगता है कि कैसे इस बिंदु पर वेग प्रत्येक बिंदु पर वेग के साथ जोड़ा जाता रहा तो अग्रणी धार में प्रवाह को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे है यह लामेल्ला में प्रवाह के साथ सहसंबद्ध कर सकते हैं इसलिए हम जो देखते हैं हमें हर बार कहना चाहिए क्योंकि प्रवाह पिछड़ा हुआ है आपका वेग स्केल वास्तव में नकारात्मक है और यह 0 से शुरू होता है हमें यह कहना है 15 है या जो कुछ भी इसलिए हम जो देखते हैं हमें हर बार कहना चाहिए क्योंकि प्रवाह पिछड़ा हुआ है आपका वेग स्केल वास्तव में नकारात्मक है और यह 0 से शुरू होता है हमें यह कहना है 15 है या जो कुछ भी इसलिए हर बार आपके पास अग्रणी किनारे पर प्रवाह होता है जो आप देखते हैं इसलिए मैंने इस गलत प्रवाह को लैमेलिपोडिया में प्रवाहित किया इसलिए मैंने जो तरीका निकाला है वह अग्रणी किनारे पर प्रवाह है लामेला में प्रवाह के साथ बिल्कुल सिंक में लगता है तो किनारे मूवमेंट और प्रतिगामी प्रवाह की आवधिकता है तो यह धार आंदोलन और प्रतिगामी प्रवाह की आवधिकता की ओर इशारा करता है दूसरे शब्दों में जब भी धार पीछे हटती है तो लैमेला भी पीछे हट जाती है तो यह पता चलता है वहाँ दो संभावनाएं है कि यह है कि अगर यह पूरी तरह से सहसंबद्ध थे फलाव है तो आपके पास अग्रणी धार और एक निश्चित समय कदम में आपके पास एक स्थानीय फलाव है इसलिए दो अलग अलग विन्यासों में झिल्ली किनारे की झिल्ली को ओवरलैप करते हुए यह t plus delta t है और यह t है t पर सेल इस दिशा में आगे बढ़ रहा है इसलिए इस फलाव के लिए स्थानीय रूप से एक संभावना यह है कि लैमेलिपोडिया का विस्तार होता है या दूसरी संभावना है कि लैमेलिया का विस्तार हो रहा है तो इन दो संभावनाओं के बीच अंतर क्या है यदि लैमिलीपोडिया का विस्तार हो रहा है और यदि यह फलाव बहुत स्थानीय है तो इसका मतलब यह होगा कि लैमेलिपोडियल मोटाई बढ़ जाएगी लेकिन जब से यह सच था कि लामेला का विस्तार हो रहा है तब जब भी आपके पास फलाव की घटना से स्वतंत्र घटना होती है तो लैमेलिपोडिया की मोटाई समान रहेगी तो लेखकों को जो मिला वह था लैमेलिपोडियल मोटाई अपरिवर्तित रहती है तो इसका मतलब यह होगा कि लैमेलिपोडिया का विस्तार हो रहा है और कोई भी स्थानीय विकृति से जुड़ी हुई है इसलिएलेममिला के विस्तार के बाद किनारा विस्थापन होता है तो यह ऐसे काम कर रहा है इसलिए दूसरे शब्दों में आप देखते हैं कि क्या यह एक समय बिंदु पर अग्रणी बढ़त है आपके पास स्थानीय वृद्धि हुई है और आपके पास इस दिशा में एक फलाव है और यह जुड़ा हुआ है इसलिए मैं प्रारंभिक स्थिति खींच रहा हूं इसलिए यह लैलिपोडिया की प्रारंभिक स्थिति थी और यह यहां तक विस्तारित हुई है इसलिए यह कि नहीं लामेल्ला और lamellipodia के इस स्थिति बनी हुई है बल्कि lamellum स्थिति बढ़ जाती है तो अब फलाव के मामले में यह पूरी चीज लामेला का प्रतिनिधित्व करेगी तो इस साइट पर दूसरे शब्दों में आपके पास एक लैमेलर विस्तार है तो आपको यह पता चलेगा कि आपके पास यह निरंतर प्रतिगामी प्रवाह है जो कुछ आगे बह रहा है तो एक्टिन फिलामेंट्स ने अग्रणी धार को आगे बढ़ाने वाली पोलीमराइजिंग को आगे बढ़ाया और झिल्ली को पीछे धकेल दिया और यह पीछे हट रहा है तो अगर ऐसा होता है तो सेल की समग्र स्थिति नहीं बदलेगी यह एक पर्दे की तरह है जो उड़ रहा है हर बार जब हवा टकराती है एक बार हवा रुक जाए परदा अपने मूल स्थान वापस चला जाता है लेकिन कभी कभी आपके पास यह लामेलर विस्तार होता है जो स्थिरीकरण की ओर जाता है जो कि हो रहा है लेखकों ने क्या पाया की कुछ बिंदुओं पर होने वाले अग्रणी बढ़त आंदोलन के बीच यह अंतर क्या है और अन्य स्थितियों में आपके पास अग्रणी किनारे का यह उतार चढ़ाव है इसलिए मैंने तीन बिंदु निकाले हैं जो यह कहते हैं कि अग्रणी बढ़त को बढ़ाया गया है तो लेखकों को क्या मिला तो हम कहते हैं कि यह इंटरफ़ेस की स्थिति है इसलिए लेखकों ने जहां कहीं भी इस फलाव को स्थिर किया था लेखकों ने पाया कि लामेलर क्षेत्र में फलाव के ठीक पीछे फोकल आसंजन बने थे तो यह पता चलता है कि फोकल आसंजनों के गठन से अग्रणी मूवमेंट होता है इसलिए संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए इन टिप्पणियों के आधार पर हम डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं जैसे कि यह एक सेल मेम्ब्रेन थाऔर आपके पास एक्टिन फिलामेंट्स के दो नेटवर्क हैं एक यहाँ है दूसरा नेटवर्क यहाँ है और फिर वहाँ कुछ ओवरलैप है और ओवरलैप के इन पदों पर आप फोकल आसंजनों का निर्माण करते हैं तो यह आपका लैमेलिपोडियल नेटवर्क है लैमेलिपोडियल एक्टिन नेटवर्क है यह आपका लैमेलर एक्टिन नेटवर्क है और यह आपका फोकल आसंजन है तो यह सुझाव देते हुए कि कोशिकाओं के प्रवास को दो किनेटिक रूप से और किनेमेटिक रूप से अलग अलग अभिनय नेटवर्क के अस्तित्व द्वारा संचालित किया जाता है इसलिए इन टिप्पणियों से प्रवासन की समझ पैदा होती है या यह कहते हुए कि फोकल आसंजन आणविक क्लच molecular clutchके रूप में कार्य करते हैं अगर मैं कोशिका के झिल्ली को खींचना चाहता हूं तो आपके पास ये एकीकरण हैं या हमें यह कहने दें की यह आसंजन है तो यदि आपके पास एक एक्टिन फिलामेंट है और आपके पास मोनोमर्स हैं जो सेल के ठीक सामने के किनारे पर जुड़ जाते हैं तो यह कनेक्शन के अभाव मे जब इस मामले में actin मोनोमर इस रेशा में पीछे संलग्न होती है इस फिलामेंट में रियर एंड पर आपके पास मायोसिन है जो इस पर खींचती है और यह खींच प्रतिगामी प्रवाह का कारण बनता है तो यदि एक्टिन फिलामेंट इंटीग्रिन या विघटित कॉन्फ़िगरेशन में संलग्न नहीं है तो आपको कोई किनारे विस्थापन नहीं होगा लेकिन आपके पास केवल प्रतिगामी प्रवाह होगा हालांकि अगर फोकल आसंजन एक्टिन में लगे हुए हैं तो यह अब मेरा एक्टिन नेटवर्क है आप अग्रणी किनारे पर फिलामेंट पोलीमराइजेशन कर सकते हैं और यह आपका फलाव है और फिलामेंट्स पर खींचने वाले मायोसिन मोटर्स कर्षण का कारण होगा तो यह एक आणविक क्लच कहा जाता है यह हमारी कारों के समान है कि यदि आपका क्लच संलग्न नहीं है तो आपने जो भी गियर लगाया है कार की कोई गति नहीं होगी और जब क्लच संलग्न होती है तो कार चालू हो जाता है इसके साथ ही मैं आज के लिए यहां रुकता हूं और आपके ध्यान के लिए धन्यवाद देता हूं